Fundamentals of Electrical Engineering Prof Debapriya Das Department of Electrical Engineering Indian Institute of Technology Kharagpur Lecture - 63 DC Motors Contd Refer Slide Time 0017 अगला एक मोटर में विकसित टोक़ है जिसमें इसे मोशन में दिया गया है यह कम्यूटेटर सेगमेंट है ये ब्रश हैं और ये कंडक्टर हैं यहाँ देखो यह फ्लक्स बना है और यह N पोल है और यहाँ यह S है यहाँ यह डॉट है तो इसका मतलब है कि यहां से करंट प्रवेश करता है और जहां से करेंगे छोड़ता है उस जगह को कन्वेंशन कहते हैं और यह टॉक का उत्पादन है जिसका आकार बेलनाकार होता है इसलिए मुझे लगता है कि चीजें सरल होंगी Refer Slide Time 0050 अब जब एक मशीन का क्षेत्र उत्तेजित होता है और मशीन टर्मिनलों पर संभावित अंतर प्रभावित होता है तो आर्मेचर वाइंडिंग में करंट एक टॉर्क उत्पन्न करने के लिए एयर गैप फ्लक्स के साथ प्रतिक्रिया करता है जिससे आर्मेचर घूमने का कारण बनता है यह वास्तव में फिगर 3 में दिया गया है और ये दो बिंदु यहां हैं यह मूल रूप से न्यूट्रल जोन है Refer Slide Time 0114 तो फिगर 13 एक मोटर में टोक़ के उत्पादन को दिखाता है अब जब ब्रश न्यूट्रल एक्सिस पर होते हैं तो उत्तरी पोल के नीचे स्थित सभी आर्मेचर कंडक्टर दिए गए दिशा में करंट को ले जाते हैं जबकि जो करंट दक्षिणी पोल के अंतर्गत होता है वह उल्टी डायरेक्शन में करंट को ले जाते हैं तो अगर देखो यह एक न्यूट्रल जोन है तो उत्तरी ऑल के नीचे सभी कंडक्टरों में सभी करंट एक दिशा में बहती हैं और दक्षिण पोल के नीचे दक्षिण दिशा में कंडक्टर दूसरी दिशा में करंट ले जाते हैं क्योंकि यह अलग प्रश्न और क्षेत्र में होता है और यह ब्रश है Refer Slide Time 0153 कम्यूटेटर प्रत्येक आर्मेचर कॉइल में करंट को उल्टा करने के लिए काम करते हैं तुरंत ही यह न्यूट्रल एक्सेस से गुजरता है इसलिए उपरोक्त संबंध को हमेशा बनाए रखा जाता है क्योंकि आर्मेचर घूमता है तो जब आर्मेचर कम्यूटेटर सेगमेंट को घुमाएगा जब भी यह न्यूट्रल एक्सिस से गुजर रहा होता है तो यह पोलैरिटी किसी भी पल को बनाए रखेगा इन दो ब्रश की यह पोलैरिटी हमेशा समान रहती है तो यह है कि एक डीसी मशीन में कई ब्रश हैं जो कई कम्यूटेटर सेगमेंट को कॉल करते हैं यदि आप उस डीसी मशीन को खोलते हैं उस मामले में जो करना है उसे बताएं कि यह न्यूट्रल एक्सिस के माध्यम से गुजरता है इसलिए उपरोक्त संबंध को हमेशा बनाए रखा जाता है क्योंकि आर्मेचर घूमता है तो कम्यूटेटर प्रत्येक आर्मेचर कॉइल में करंट को उलटने का कार्य करता है Refer Slide Time 0244 उत्तर पोल के नीचे सभी कंडक्टर अंदर की ओर बहने वाला करंट हैं जो मैंने फ्लक्स कन्वेंशन के साथ दिखाया था जो डाउन एक्टिंग फोर्स का उत्पादन करने के लिए उनके एयर गैप फ्लक्स के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और यह काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क को काउंटर करता है इसे इस डायग्राम में देखा जा सकता है क्योंकि यह फोर्स मजबूत मैग्नेटिक क्षेत्र से कमजोर तक के सभी डायग्राम को विस्तृत रूप से एरो के द्वारा दिखा रहा है जिसे यहां डाउनलोड किया गया है यह ऊपर की ओर है उससे यह पता चल सकता है कि टॉर्क का विकास होगा इस मामले में उस के तहत और यह नीचे एक्टिंग कोर्स और एक काउंटर क्लॉकवाइज डॉट्स पैदा करता है इसी प्रकार दक्षिण पोल के नीचे के कंडक्टर बाहरी प्रवाह को प्रवाहित करते हैं जो अपवर्ड एक्टिंग फोर्स उत्पन्न करते हैं ये फोर्स काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क को भी जन्म देते हैं उस अर्थ में यदि एयर गैप फ्लक्स को सभी पॉइंट्स के लिए निर्देशित रेडियल कहा जाता है प्रत्येक बल स्पर्शनीयता से कार्य करता है और वह उत्पन्न होता है जिसे फोर्स के बराबर मोड़ क्षण कहा जाता है Refer Slide Time 0347 इसलिए कंडक्टर के केंद्र से शाफ्ट के केंद्र तक रेडियल दूरी है तो इस तरह से हम फोर्स इक्वेशन को जानेंगे हम ईएमएफ इक्वेशन को जानते हैं इसलिए विकसित किए गए टोक़ का परिमाण प्रत्येक कंडक्टर B IL होगा यह फोर्स r न्यूटन मीटर है Refer Slide Time 0407 फिर वास्तव में यह j उपायों एक बेलनाकार आकृति है यह एक सिलेंडर आकार है जिसे आरेख में नहीं दिखाया गया है इसे सेंटर से उस हिस्से तक बनाया जाता है तो यह एक रेडियस है इसलिए यहां सभी राइटअप हैं इसे बस ध्यान से पढ़ें तो यह मेरा टोक़ इक्वेशन B IL r न्यूटन मीटर है Refer Slide Time 0434 अब यदि मोटर में Z कंडक्टर होते हैं तो कुल टॉर्क विकसित आर्मेचर BIL r Z न्यूटन मीटर होगा क्योंकि वह एक कंडक्टर के लिए था लेकिन कुल b IL r Z न्यूटन मीटर होगा Refer Slide Time 0457 अब B फ्लक्स डेंसिटी वेपर मीटर 2 एक कंडक्टर में आर्मेचर करंट जो एम्पीयर है l प्रत्येक कंडक्टर की लंबाई है जो मीटर है और r औसत रेडियस है जिस पर कंडक्टर रखे जाते हैं जो मीटर भी है और आर्मेचर कंडक्टरों की कुल संख्या Z है Refer Slide Time 0507 अब यदि Ia आर्मेचर करंट है तो I Ia होना चाहिए इसका मतलब है I आर्मेचर करंट है तब और समांतर पथ है इसलिए I IaA लेना चाहिए दूसरी बात यह है कि फ्लक्स की डेंसिटी B ∅ a पर होना चाहिए जहां पर a समानांतर पथ की संख्या है तो यह समान रूप से वितरित किया जाता है तो यह प्रति पथ पर करंट को कॉल करता है और यह ∅ a वेबर प्रति मीटर 2 पर हैजहां पर ∅ फ्लक्स है और a क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र है मेरा मतलब है कि यह वही है जो हम देखेंगे Refer Slide Time 0546 अब a क्रॉस सेक्शनल फ्लक्स पाथ रेडियस r पर है जिसका मतलब है यह भी एक सिलेंडर है उसका सरफेस एरिया 2π rl है अगर l लंबाई है r रेडियस और फ्लक्स पाथ है इसका मतलब है मूल रूप से 2 π rl P है जो सरफेस एरिया पर पोल है तो यही कारण है कि फ्लक्स के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को हम रेडियस r पर एक फ्लक्स पथ कहते हैं यह 2 π rl P होगा 2 π rl यह बेलनाकार है तो सरफेस एरिया है इसलिए यदि सभी विकल्प T Z∅L I r2 π rl P A न्यूटन मीटर पर मिलेंगे या हम T Z∅ Ia 2 π P A न्यूटन मीटर या 0159 Z∅pIaA लिख सकते हैं जिसे इक्वेशन सेवन कहेंगे लेकिन T तो यह एक कांस्टेंट है तो T ये सभी चीजें स्थिर कांस्टेंट हैं इसलिए हम T K ∅ I a लिख सकते हैं जो कि ∅ Ia दर 0159 ZP है A एक कांस्टेंट है ZP 2 π A यह एक कांस्टेंट है Refer Slide Time 0701 टॉर्क प्रोपोर्शनल है जो फ्लक्स और आर्मेचर करंट के उत्पाद के लिए प्रोपोर्शनल है और डीसी मशीन फ्लक्स वास्तव में फील्ड करंट पर निर्भर करता है इसलिए फ्लक्स क्षेत्र के लिए प्रोपोर्शनल है हम सीरीज मोटर्स देखेंगे और यह कैसे होता है वह भी देखेंगे इसका मतलब है कि पहले एक और बात है हालांकि यह यहाँ चिह्नित नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं कि फ्लक्स वास्तव में अब क्षेत्र के लिए प्रोफेशनल है इसका मतलब है कि टोक़ वास्तव में उस समय के प्रोपोर्शनल है फील्ड करंट उत्पाद और आर्मेचर करंट ∅ के बजाय If बनाया जाता है Refer Slide Time 0744 अब डीसी मोटर के इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम फॉर देखते हैं जो नीचे बनाया गया है यह एक अलग से एक्साइटेड डीसी मशीन डीसी मोटर है तो अगर देखो कि एक अलग रूप से एक्साइटेड का मतलब हैइसे एक वास्तव में एक अलग तरीके से सप्लाई दिया जाता है अलग स्रोत से डीसी सप्लाई अलग से क्षेत्र को दी जाती है और यह जो कहा जाता है यह मोटर है यह सप्लाई वोल्टेज है यह आर्मेचर रेजिस्टेंस ra है जो बहुत छोटा है Eb बैक ईएमएफ है पोलैरिटी को चिह्नित किया जाता है क्योंकि यहां ra बराबर IL आर्मेचर करंट लोड करंट r 0 रनिंग कंडीशन पर है दरअसल डीसी मशीन को शुरू करते समय पहले साल शायद इस बात के लिए भी इलेक्ट्रिकल लैब होगी या जो भी हो जब भी शुरुआत में डीसी मशीन शुरू करें कि R इस पर होना चाहिए जिसे अधिकतम स्थिति कहा जाता है क्योंकि जैसे ही हम वापस ईएमएफ पर स्विच करते हैं वहां नहीं होगा और अगर यह बहुत छोटे क्षेत्र में बना है तो तो यह इसके मिनिमम वैल्यू पर होगा डीसी मोटर्स का आर्मेचर रेजिस्टेंस बहुत छोटा है इसलिए एक विशाल करंट फ्लो होगा और फ्यूज उड़ जाएगा अगर फ्यूज को यहां से कनेक्ट करें तो शुरू में यह रेजिस्टेंस अधिकतम होना चाहिए और फिर सप्लाई देकर शुरू करें फिर मोटर धीरे धीरे शुरू होगा जिसके कारण बैक ईएमएफ विकसित किया जाएगा अब उसके बाद मैं जब गति को धीरे धीरे उठाता हूं और धीरे धीरे रजिस्टेंस को काटता हूं और इस रजिस्टेंस को 0 पर लाता हूं लेकिन देखो प्रयोगशाला में हम क्या करते हैं कि हम एक एसपीएसटी सिंगल पोल सिंगल थ्रो को एक स्विच से जोड़ते हैं और जब हम शुरू करते हैं तो यह स्विच खुला होता है और जब यह रजिस्टेंस अधिकतम होता है तो यह स्विच खुला होता है जब इस रेजिस्टेंस को 0 पर काटा जाता है तो बहुत कम संपर्क के कारण हो सकता है इसलिए थोड़ा रेजिस्टेंस हो सकता है इसके बाद इस स्विच को बंद कर दें ताकि रास्ता इस तरह का हो जाए तो यह इन से पूरी तरह से दूर है और जैसे ही यह बंद हो जाता है तब कोई सर्किट रेजिस्टेंस नहीं होता कोई बाहरी नहीं होता इस सर्किट में कोई बाहरी रेजिस्टेंस नहीं होता जैसे ही यह सर्किट बंद होता है जैसे ही यह बंद हो जाएगा थोड़ा सा गति बढ़ जाएगी संपर्क या कुछ के कारण इतना रेजिस्टेंस वहाँ था यही कारण है कि एसपी एसटी सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच का उपयोग करें जो इसे बंद कर सकता है शुरू करने के लिए शुरुआत में इस R को अधिकतम करें और फिर धीमी गति से शुरू करें और इस तरह से सप्लाई करें और स्टार्टर के बारे में इस पाठ्यक्रम में अध्ययन नहीं किया जाता है डीसी मशीन स्टार्टर अध्ययन नहीं करेगा लेकिन जैसे ही गति π धीरे धीरे उठेगी और धीरे धीरे रेजिस्टेंस को कम करेगी और रेजिस्टेंस r 0 होता है जब एक बार r 0 होगा रनिंग कंडीशन फिर इस एसपी एसटी स्विच को बंद कर देती है जिससे यह पूरी तरह से कट जाएगा और यह पाथ होगा तो यह अलग से एक्साइटेड जिसे डीसी मोटर कहते हैं और V टर्मिनल वोल्टेज है और Eb बैक ईएमएफ है इस मामले में यह Rf है आरएफ क्षेत्र रेजिस्टेंस है यह वह क्षेत्र है जो भिन्न हो सकता है यह फ़ील्ड रेजिस्टेंस Rf है और यह फ़ील्ड है और यह कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त रेजिस्टेंस है इसे RF कहा जाता है और यह फील्ड रनिंग और फील्ड रेजिस्टेंस है Refer Slide Time 1109 तो ra एक डीसी मशीन के लिए बहुत छोटा है मैं इस चीज में एक सवाल डाल देता हूं मैं प्रयोगशाला में डीसी मशीन के आर्मेचर रेजिस्टेंस को कैसे माप सकता हूं यह सोचने वाला सवाल है तो Ia आर्मेचर करंट लोड करंट और Eb V Ia R ra है बेशक रनिंग कंडीशन R 0 तो अगर यहां लागू मेथड को को देखें तो इस सर्किट में लागू होने वाले मेथड को केवीएल कहते हैं तब आसानी से यह पोलैरिटी बना देगा जब सब कुछ चिह्नित हो जाएगा तब यह Eb V Ia ra R ra प्राप्त करेगा लेकिन एक रनिंग कंडीशन R 0 होगी Refer Slide Time 1152 अब यह वह है जिसे शंट मोटर कहा जाता है तो इस मामले में शंट फ़ील्ड यहाँ है यह फ़ील्ड वाइंडिंग है और यह Rf यह Rf है इसलिए यहां SPST मैंने नहीं दिखाया है लेकिन इसे यहां भी डाल सकते हैं तो मेरा मतलब है कि यहाँ भी डाल सकते हैं लेकिन यहाँ नहीं दिखाया गया है मैं अब इसे साफ कर रहा हूं तो इस मामले में भी फिलॉसफी एक समान ही रहेगी यहाँ से सहज रूप से बने रहें जो मशीन के साथ साथ शंट फील्ड को भी सप्लाई दे रहे हैं क्योंकि यह है कि हम समान रूप से जुड़े हुए हैं यह क्षेत्र रेजिस्टेंस शंट फ़ील्ड है यह Rf है और यह Rf है इसलिए बाहरी प्रतिरोध Rf है क्योंकि अगर Rf को सम्मिलित करने पर यह रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है इसलिए यह इस क्षेत्र को नियंत्रित कर सकता है लेकिन फिर भी चालू हालत में R 0 होगा Refer Slide Time 1255 यदि If V Rf Rf तो यह करंट If वोल्टेज हैयह एक पैरेलल सर्किट है तो If V Rf Rf होगा और यदि केवीएल लागू होता है तो इसेI Eb V Ia R ra मिलेगा लेकिन एक चालू स्थिति r 0 और यदि KCL यहां लागू होता है तो यह आर्मेचर करेंट होगा यह लाइन करंट है और यह है कि क्या कहते हैं कि एक फील्ड करंट है इसलिए यदि हम उस कर्सर को इस पॉइंट पर लागू करते हैं तो इस पॉइंट पर केसीएल लागू करते हैं इस पॉइंट पर केसीएल लागू करें Ia IL If मिलेगा Refer Slide Time 1342 तो सीरीज के लिए वास्तव में उस आर्मेचर के साथ सीरीज में घुमावदार किया जा रहा है तो उस स्थिति में आर्मेचर करंट सीरीज मोटर के लिए करंट फील्ड करंट लोड करता है यहां दायर की गई सीरीज आर्मेचर के साथ सीरीज में है और यह ईएमएफ है और यह V है इसलिए यह सीरीज मोटर आर्मेचर करंट फील्ड करंट लोड करंट में सीरीज मोटर है तो और यदि लागू होता है और यह एक सीरीज क्षेत्र रेजिस्टेंस R S है और जो यहां लागू होता है उसे KVL कहते हैं Refer Slide Time 1410 तो हमे Eb V Ia R S ra मिलेगा RS सीरीज क्षेत्र रेजिस्टेंस है सीरीज क्षेत्र के तथ्य को कैसे नियंत्रित किया जाए यह है कि मैं इस पाठ्यक्रम में इसका अध्ययन नहीं करूंगा बस कुछ मूल बातें पहले वर्ष के स्तर से परे नहीं हो सकती हैं तो यह Eb V Ia R S ra है Refer Slide Time 1432 अगले एक छोटे से उदाहरण के लिए मान लीजिए कि 230 वोल्ट शंट मोटर 800 आरपीएम पर बिना किसी लोड के चलती है और 5 एम्पीयर लेती है आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्रमशः 025 Ω और 230 Ω है लोड होने पर मोटर की गति की गणना करें और मुख्य से 60 एम्पीयर लें यही समस्या है इसलिए कोई लोड स्थिति नहीं है और साथ ही एक और लोडिंग भी कहता है लोड होने पर दूसरा 60 एम्पीयर ले रहा है लेकिन बिना किसी लोड के यह 5 एम्पीयर ले रहा है 2 शर्तें और अन्य चीजें दी गई हैं Refer Slide Time 1509 यह कोई लोड स्थिति नहीं है यह शंट मोटर सर्किट डायग्राम है यह IL 0 है इसे If कहते है क्योंकि 230 वोल्ट वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज V है Rf को 230 Ω दिया गया है यहां कोई बाहरी रेजिस्टेंस नहीं दिखाया गया है Ia को 0 कहते हैं ra को 02 Ω और नो लोड स्पीड 800 rpm दिया गया है और यह बैक ईएमएफ है इसलिए If 230 Rf फ़ील्ड करंट है आरएफ सप्लाई है इसलिए 230230 1 एम्पीयर है IL 0 को 5 एम्पीयर दिया जाता है क्योंकि इसमें कोई लोड नहीं है और 5 एम्पीयर लिया जाता है और यह लाइन से 5 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है इसलिए IL 0 5 एम्पीयर है इसलिएIa 0 IL 0 If होगा जो 5 1 4 एम्पीयर है इसलिए यह सर्किट केवल Eb0 V ra Ia 0 बैक ईएमएफ का पता लगाता है तो Eb0 230 025 4 है इसलिए Eb0 229 वोल्ट है अब यह नो लोड कंडीशन है Refer Slide Time 1618 जब इसे लोड किया जाता है तो यह सर्किट 60 एम्पीयर की करंट चला रहा है और यह करंट Ia 1 है ra 025 Ω है अगर आपको पता लगाना है कि स्पीड क्या है और यह 230 Ω है इसका मतलब है कि 231 एम्पीयर पर फील्ड करंट को 230 कहा जाता है किसी भी नो लोड या फुल लोड पर यह लोड फील्ड करंट समान रहेगा फिर से यह 1 एम्पीयर है इसका मतलब है कि फ्लक्स लगातार बना रहता है दोनों ही मामले क्षेत्र के निरंतर होते हैं अर्थात फ्लक्स निरंतर बना रहता है इसलिए Ia1 IL If होगा यानी 60 1 59 एंपियर होगा इसलिए Eb1 230 59025 होगा इसलिए सीधे मैं यह लिख रहा हूं Eb1 21525 वोल्ट मिलेगा तो यह लोड की गई स्थिति पर है यह सर्किट सिर्फ दो अलग अलग सर्किट खींचता है मैं इसे हल कर दूंगा जैसे डीसी सर्किट केवल सभी स्थितियों को देख सकता है Refer Slide Time 1714 इसके बाद मैं क्या करूंगा हम जानते हैं कि यह Eb ∅ Z N 60 P a K ∅ n के बराबर है लेकिन यह दोनों मामलों के लिए स्थिर है यदि स्थिर है तो फ्लक्स स्थिर है इसलिए Eb0 Eb1 ∅0 n 0 n 1 लिख सकता है क्योंकि यह वह स्थिति है जहां से एक इक्वेशन Eb0 K ∅ 0 n 0 लिख सकते हैं एक और इक्वेशन Eb1 K∅ ∅1 n1 लिख सकता है फिर K को रद्द कर दिया जाएगा क्योंकि ये स्थिर हैं इसलिए यह ∅0 n0 ∅1 n1 है क्योंकि दोनों के लिए स्थिर होने पर फ़ील्ड स्थिर है केस करंट 1 एम्पीयर है इसलिए ∅0 ∅1 होगा अगर यह ∅0 ∅1 है तो Eb0 Eb1 ∅0 n0 ∅1 n1 गणना की है जिसमें 22921525 800 विभाजित n1 स्पीड जानते हैं Refer Slide Time 1803 इसलिए n1 752 आरपीएम यह उत्तर है अब इस तरह के उदाहरण हम 3 या 4 बाद में देखेंगे अब डीसी मोटर्स की विशेषता देखते हैं Refer Slide Time 1816 पहले एक टोक़ करंट विशेषता को देखते हैं DC मोटर के लिए हम टॉर्क K ∅ Ia जानते हैं अब शंट मोटर के मामले में फ्लक्स ∅ लगभग स्थिर रहता है और टॉर्क Ia के समानुपाती होता है यही कारण है कि पिछले उदाहरण मैंने लिया क्योंकि DC शंट मोटर के लिए फ्लक्स स्थिर रहता है क्योंकि फील्ड में सप्लाई वोल्टेज कम या ज्यादा रहती है क्षेत्र रेजिस्टेंस कम या ज्यादा निर्भर रहें इसलिए फ्लक्स स्थिर रहेगा क्योंकि फील्ड करंट निरंतर होगा अर्थात फ्लक्स स्थिर है इसलिए टोक़ वास्तव में Ia के प्रोपोर्शनल है इसका मतलब है कि यह लगभग स्ट्रेट लाइन की विशेषता है Refer Slide Time 1852 कर्व टोक़ करंट कैरेक्टर प्रैक्टिकली रुप से स्ट्रेट लाइन है अब सीरीज मोटर के मामले में सीरीज फील्ड आर्मेचर के साथ सीरीज में है इसलिए आर्मेचर करंट फील्ड करंट है इसका मतलब है कि फ्लक्स Ia के प्रोपोर्शनल है क्योंकि टोक़ K ∅ Ia है सीरीज मोटर फ्लक्स के लिए वास्तव में Ia के लिए प्रोफेशनल है क्योंकि सीरीज मोटर Ia If में है क्योंकि सीरीज क्षेत्र आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है इसलिए Ia If इसका मतलब है अगर ∅ Ia से प्रोपोर्शनल है इसका अर्थ है टोक़ वास्तव में Ia 2 के लिए प्रोपोर्शनल है यही कारण है कि यहां सब कुछ लिखा गया है यही कारण है कि टॉर्क Ia2 के लिए प्रोपोर्शनल है Refer Slide Time 1937 यदि हम कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करते हैं तो यह टोक़ है यह एक आर्मेचर है शंट मोटर्स के लिए यह स्ट्रेट लाइन है यह यहाँ चिह्नित है और सीरीज मोटर्स के लिए यह पैराबोला है तो यह टॉर्क करंट कैरेक्टर सीरीज़ मोटर और शंट मोटर की करंट विशेषताएँ हैं Refer Slide Time 1953 अब दूसरी करंट कैरेक्टरिस्टिक स्पीड है इस मामले में हम फिर से जानते हैं कि ईएमएफ K ∅ n वास्तव में n बराबर है एक उदाहरण है कि हमने कैपिटल N का उपयोग किया हो सकता है लेकिन n स्मॉलl n कैपिटल N है अब शंट मोटर के मामले में हम यह जानते हैं बैक ईएमएफ V Ia ra चल हालत के तहत हम जानते हैं कि तो यह Eb V Ia ra है Refer Slide Time 2015 इसलिए Eb K ∅ n V Ia ra इसका मतलब है कि n K V Ia ra ∅ लिख सकते हैं जहां K 1 K है इसलिए एक शंट मोटर में फ्लक्स ∅ कम या ज्यादा व्यावहारिक रूप से स्थिर होता है यह कम या ज्यादा स्थिर होता है जिसे हमने करंट में कम या ज्यादा स्थिर भी देखा है इसलिए फ्लक्स स्थिर है Ia ra ड्रॉप बहुत छोटा है क्योंकि ra मशीन के लिए वास्तव में बहुत छोटी है डीसी मशीन बहुत छोटी है तो यह Ia ड्रॉप V के 3 से 6 प्रतिशत में बहुत छोटा है इसलिए प्रतिशत ड्रॉप नो लोड से फुल लोड की स्पीड समान क्रम का है Refer Slide Time 2057 डीसी शंट मोटर को एक स्थिर स्पीड मोटर माना जाता है कभी कभी वे ये सवाल पूछते हैं डीसी शंट मोटर एक स्थिर स्पीड मोटर क्यों है इसका कारण यह है की इसमें लोड में वृद्धि होने के कारण स्पीड कम हो जाती है Refer Slide Time 2116 सीरीज मोटर के मामले में n K V Ia ra RS होगा जहां RS सीरीज फ़ील्ड रेजिस्टेंस है लेकिन सीरीज में मोटर ∅ Ia के लिए प्रोपोर्शनल है क्योंकि Ia सीरीज मोटर में आर्मेचर करंट फ़ील्ड करंट है लेकिन यही कारण है कि ∅ Ia से और सीरीज मोटर Ia Ia के लिए प्रोपोर्शनल है इसलिए n V Ia ra R S Ia लिख सकते हैं Refer Slide Time 2134 यहाँ वास्तव में यह कुछ ऐसा है अगर यह है अगर ∅ को बस लेकर चले तो ∅ वास्तविक रूप में Ia से प्रोपोर्शनल यानी कि ∅ K1 Ia कहते हैं अगर यहां सब्सीट्यूट करें तो K1 Ia इसलिए K K 1 पर हम K को डबल कुछ इस तरह से बुला रहे हैं अगर ऐसा होता है तो यह इस तरह से आ रहा है इसलिए n K V Ia ra RS है तो यह हिस्सा स्थिर है और यह V पर Ia है यहाँ दोनों ∅और Ia लोड के साथ भिन्न होते हैं क्योंकि ∅ Ia के प्रोपोर्शनल है यदि लोड में परिवर्तन होता है तो आर्मेचर करेंट बदल जाएगा और आर्मेचर करंट फील्ड करंट इसलिए फ्लक्स भी बदलेगा इसलिए लोड के साथ ∅ और Ia दोनों प्रोपोर्शनल है यदि लोड बढ़ता है तो लोड करंट के साथ ∅ भी बढ़ता है जिसके कारण Ia बढ़ता है तो V Ia कम हो जाता है क्योंकि अगर आईए बढ़ता है तो V Ia घट जाएगा इसलिए सीरीज मोटर्स के लिए लोड स्पीड में वृद्धि के साथ घट जाती है Refer Slide Time 2254 यदि लोड पूरी तरह से सीरीज मोटर से हटा दिया जाता है तो ∅ बहुत छोटा हो जाता है अगर लोड हटा दें तो ∅ और Ia बहुत छोटा हो जाएगा तो Ia भी कम हो जाएगा इसलिए V Ia बहुत बड़ा है और इसकी स्पीड बहुत अधिक है Refer Slide Time 2319 सीरीज मोटर से लोड को पूरी तरह से निकालना खतरनाक है इसलिए हमेशा लोड पर एक सीरीज मोटर शुरू की जानी चाहिए तो सीरीज मोटर्स को बिना लोड के नहीं चलाया जाना चाहिए वे कुछ सवाल पूछते हैं कि केवल इस क्षेत्र के कारण सीरीज मोटर्स को बिना लोड के क्यों नहीं चलाया जाना चाहिए तो इसका मतलब है कि सीरीज मोटर्स जब भी शुरू करना कनेक्टिंग लोड के साथ शुरू करना है अन्यथा सीरीज मोटर के लिए लोड को पूरी तरह से हटाने के लिए यह खतरनाक है Refer Slide Time 2349 इसका मतलब है शंट मोटर के लिए विशेषताओं यह स्पीड करंट विशेषता है यह शंट मोटर के लिए है और सीरीज मोटर के लिए यह करंट विशेषता स्पीड है Refer Slide Time 2400 अब एक और स्पीड टोक़ विशेषता है इस मामले में भी कम या ज्यादा यह पाया जाएगा कि शंट मोटर के लिए एक स्पीड टोक़ विशेषताओं और यहाँ यह शंट मोटर के लिए अधिक या कम स्पीड करंट विशेषता है इस प्रकार स्पीड और करंट टोक़ करंट कैरेक्टरिस्टिक डीसी मोटर्स विकसित किया गया है प्रत्येक मामले में स्पीड और टोक़ के बीच के संबंध का पता लगाया जा सकता है Refer Slide Time 2426 एक शंट मोटर के मामले में स्पीड थोड़ी ड्रॉप होती है और फुल लोड भी मोटर को एक निरंतर स्पीड मोटर माना जा सकता है यह डीसी मोटर्स की स्पीड टोक़ विशेषता है Refer Slide Time 2437 इसी तरह एक सीरीज मोटर के मामले में एक स्पीड टोक़ कर्व की प्रकृति स्पीड करंट कर्व के समान है ये दो चीजें जो मैंने जानबूझकर यहां नहीं दीं मैंने यहां गणित 1 या 2 इक्वेशन नहीं दिया मेरा सुझाव है कि यह एक छोटा अभ्यास है अन्य दो जो मैंने बताए हैं और इन दोनों की प्रकृति और इन दोनों में एक बड़ी बात यह है कि 1 या 2 इक्वेशन और जो कुछ भी देखते हैं कि सेल फिलॉसफी कि क्या विशेषता है या क्या इसे प्राप्त किया जा सकता है या नहीं Refer Slide Time 2513 तो अगला एक उदाहरण है इसलिए एक निरंतर मुख्य क्षेत्र के साथ 230 वोल्ट शंट मोटर एक लोड चलाता है जिसका टॉर्क 600 आरपीएम पर चलने पर स्पीड के घन के समानुपाती होता है अब यह स्पीड प्राप्त करने के लिए 30 एम्पीयर लेता है जिस पर यह चलेगा यदि 10 Ω रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है जैसे वास्तव में उस स्पीड को खोजना होगा जिस पर यह ऐसा करेगा यदि 10 Ω रेजिस्टेंस सीरीज में इसकी आर्मेचर के साथ जुड़ा हुआ है Refer Slide Time 2542 तो इस सर्किट डायग्राम को देखें और यहां दिया गया है कि यह एक निरंतर मुख्य क्षेत्र के साथ 230 वोल्ट शंट मोटर एक लोड ड्राइव करती है जिसका टोक़ गति के घन के लिए प्रोपोर्शनल है इसका मतलब है टोक़ एक घन के लिए प्रोफेशनल है जबकि 600 आरपीएम पर चलने में 30 एम्पीयर लगते हैं मुझे उस स्पीड को खोजना होगा जिस पर वह चलेगी यह 10 Ω रेजिस्टेंस लेता है और यह आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है तो यह पहला सर्किट है जिसमें यह Eb1 बैक ईएमएफ है तो 30 एम्पीयर n1 को 60 600 आरपीएम द्वारा दिया गया है और V 230 वोल्ट दिया जाता है तो जब n1 को Ia1 दिया गया है तो 30 एम्पीयर है और n1 n2 x पर n1 को पहले मामले में 600 rpm की स्पीड है और इस अनुपात में n1 n2 x लगता है और हम Eb K ∅ n जानते हैं Refer Slide Time 2630 दूसरा सर्किट यह है कि एक 10 से अधिक रेजिस्टेंस यहां जुड़ा हुआ है और यह दूसरे मामले में क्या है Ia2 और n2 क्या होगा और यह 230 वोल्ट दिया जाता है और यह फ़ील्ड करंट If है अब फ़ील्ड स्थिर है इसलिए उस स्थिति में ∅1 ∅2 ∅ है और Eb2Eb1 ∅1 n1∅2 होगा यह छोटा सूत्र होना चाहिए जो हर समय उंगलियों पर होना चाहिए और इसलिए Eb1Eb2 n1 n2 x है क्योंकि हमारे पास धारणा n2 x है Refer Slide Time 2710 एक Eb1 230 वोल्ट जो ra है उपेक्षित है तो इस आंकड़े से 230 बैक ईएमएफ उपेक्षित है तो उस स्थिति में Eb 1 230 वोल्ट होगा अगर फिगर b में देखें Eb2 230 100 Ia2 होगा क्योंकि इसमें 10 Ω रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है तो यह 230 230 10 Ia2 होगा इसे Eb1 को Eb 2 पर विभाजित करने से प्राप्त होगा यानी Eb1Eb 2 230 230 10 Ia2 होगा Refer Slide Time 2747 इसका मतलब है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यह देखते हैं की टोक़ क्यूब स्पीड के प्रपोजनल है इसलिए हम T1 T2 n1 n2 पूरे क्यूब को x 3 लिख सकते हैं इसलिए T1 T2 x 3 है पहली स्थिति और यह दूसरी स्थिति है हम टोक़ K ∅ Ia जानते हैं Refer Slide Time 2810 इसलिए हम T1 T2 ∅1 पर लिख सकते हैं यह पहला मामला दूसरे मामले से विभाजित है लेकिन फ्लक्स शंट मोटर के लिए स्थिर रहता है इसलिए ∅1 ∅2 होगा यहां ∅1 ∅2 का मतलब है कि यह Ia 1 I 2 होगा इसका मतलब है T1 T2 30 Ia2 x 3 होगा इसलिए Ia2 30 x3 इक्वेशन 5 है यह Ia2 यहां सब्सीट्यूट करेंगे Refer Slide Time 2848 यदि इस इक्वेशन को प्रतिस्थापित किया जाता है तो x230 1030x3 230 पर होगा तो यह एक क्यूबिक इक्वेशन है तो इसे सॉल्व करने पर x 155 मिलेगा इसका मतलब है n1 n 2 x इसलिए n1 60 600 rpm है और x 155 है Refer Slide Time 2912 तो n2 387 rpm होगा यह n2 के लिए उत्तर है और Ia2 Ia1x3 301553 मिला होगा Refer Slide Time 2917 तो 30155 क्यूब्स Ia2 लगभग 8 एम्पीयर होगा एस इक्वेशन में थोड़े बहुत एरर्स है जिन्हें ट्रायल मेथड और त्रुटि परीक्षण के द्वारा दूर किया जाएगा तो इस तरह कि उचित मूल्य मिलेगा मेरा मतलब अनुमानित मूल्य है Refer Slide Time 2938 एक और बात डीसी मोटर का स्पीड नियंत्रण है तो हम Eb ∅ Z n 60 P A जानते हैं तो n Eb वास्तव में V आर्मेचर सर्किट में ड्रॉप है Glossary English Hindi Meaning torque टोक़ टोक़ motion मोशन मोशन neutral zone न्यूट्रल जोन न्यूट्रल जोन axis एक्सेस एक्सेस arrow एरो तीर clockwise क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त force फोर्स बल upward acting force अपवर्ड एक्टिंग फोर्स उर्ध्व अभिनय बल center सेंटर केन्द्र radius रेडियस घनत्व flux density vapour फ्लक्स डेंसिटी वेपर फ्लक्स डेंसिटी वेपर density डेंसिटी घनत्व surface area सरफेस एरिया सतह क्षेत्रफल constant कांस्टेंट कांस्टेंट proportional प्रोपोर्शनल आनुपातिक professional प्रोफेशनल पेशेवर supply सप्लाई आपूर्ति excited एक्साइटेड एक्साइटेड path पाथ पथ running condition रनिंग कंडीशन चल रही हालत no load condition नो लोड कंडीशन कोई भार नहीं straight line स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा character कैरेक्टर कैरेक्टर practically प्रैक्टिकली वास्तव में parabola पैराबोला परवलय drop ड्रॉप ड्रॉप speed स्पीड गति substitute सब्सीट्यूट विकल्प connecting कनेक्टिंग जोड़ने equation इक्वेशन समीकरण cell philosophy सेल फिलॉसफी सेल फिलॉसफी